R का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने एएचपी पर अपनी चर्चा शुरू की अर्थात् Analytic Hierarchy Process उस चर्चा को जारी रखें इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम पिछले व्याख्यान में जो चर्चा करते हैं उसका त्वरित पुनरावर्तन करें अब तक हमने चर्चा की थी कि एएचपी को सैटी द्वारा विकसित किया गया था और विशेष रूप से उपयोगी है जब हम उपयोगिता फ़ंक्शन का निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं एएचपी में शामिल विभिन्न चरण समस्या संरचना प्राथमिकता गणना स्थिरता जांच और संवेदनशीलता विश्लेषण हैं समस्या की संरचना के मामले में हमें ide फूट डालो और जीतो 'की रणनीति का उपयोग करके एक पदानुक्रमित संरचना बनाने की आवश्यकता है हमने तीन न्यूनतम स्तरों के संदर्भ में समस्या के टूटने पर भी चर्चा की शीर्ष तत्व मानदंड के लिए दूसरा स्तर और विकल्पों के लिए निम्नतम स्तर यदि हमारे पास उप मानदंड हैं तो हम निश्चित रूप से अतिरिक्त स्तर जोड़ सकते हैं फिर हमने दुकान स्थान की समस्या पर उदाहरण के बारे में बात की हम आगे भी इस व्याख्यान में इस समस्या पर चर्चा करेंगे आगे के महत्वपूर्ण चरणों को पिछले व्याख्यान में शामिल किया गया था जहां हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे प्रत्येक स्तर को प्राथमिकता दी जानी है आमतौर पर तत्काल ऊपरी स्तर के संबंध में हमने मानदंडों और विकल्पों के लिए भी चर्चा की यानी दुकान स्थान की समस्या के संदर्भ में विचार करने के लिए प्राथमिकता कैसे की जानी चाहिए हमने इस बात पर भी चर्चा की कि प्राथमिकता से हमारा क्या मतलब है और विभिन्न प्रकार की प्राथमिकताएँ जिनकी हमें गणना करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए हमने मापदंड प्राथमिकताओं वैकल्पिक प्राथमिकताओं और वैश्विक प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की इन प्राथमिकताओं की गणना करने की तकनीक यानी जोड़ीदार तुलना की भी चर्चा की गई थी हमने उस पैमाने के बारे में भी बात की जो प्राथमिकताओं की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हमने इस बारे में बात की कि मौलिक 1 से 9 पैमाने का उपयोग किया जाता है आमतौर पर निर्णय निर्माताओं को मौखिक पैमाने का उपयोग करने के लिए कहा जाता है जो फिर संख्यात्मक पैमाने पर मैप किया जाता है इसलिए हम आम तौर पर मापदंड और उप मानदंडों के संबंध में विकल्पों के बीच तुलना के आधार पर तुलनात्मक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं इसलिए उन विशेष पहलुओं को पिछले व्याख्यान में शामिल किया गया था उदाहरण के लिए दुकान स्थान की समस्या में हमारे पास चार मानदंड थे और जिन्हें चार में चार मैट्रिक्स द्वारा भी देखा जा सकता था और जोड़ीदार तुलना कैसे प्रदर्शित की गई थी फिर अंतिम व्याख्यान के अंत में हमने अपनी चर्चा तुलना मैट्रिक्स शुरू की और हमने इस बात के बारे में बात की कि कैसे हम तुलना की आवश्यक संख्या का पता लगा सकते हैं कि हमें तुलना मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता है फिर हमने संगति जाँच पर अपनी चर्चा शुरू की तो इस चरण से फिर से शुरू करते हैं इसलिए जब हम कई क्रमिक जोड़ीदार तुलना करते हैं तो इन तुलनाओं में से कुछ एक दूसरे के विपरीत होने का एक मौका होता है तो कुछ कारण हैं जो इसमें योगदान कर सकते हैं उदाहरण के लिए अस्पष्ट रूप से परिभाषित समस्या यानी समस्या को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए निर्णय निर्माता को जोड़ीदार तुलना करना मुश्किल हो सकता है दूसरा कारण पर्याप्त जानकारी का अभाव है यदि कुछ डोमेन ज्ञान है कि निर्णय निर्माता के लिए माना जाता है कि वहाँ नहीं है यह भी दोषपूर्ण जोड़ी की तुलना करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं फिर अगला कारण है अनिश्चित सूचना या एकाग्रता की कमी तो ये कुछ और कारण हैं जिनके कारण विरोधाभासी तुलना हो सकती है ऐसे परिदृश्य में अगर हमारे पास पहले से ही निर्णय निर्माताओं से जोड़ीदार तुलना के बारे में डेटा है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या डेटा में स्थिरता प्रदर्शित होती है या नहीं चलो दुकान स्थान समस्या का उपयोग करते हुए इस पर चर्चा करें इस उदाहरण में हमारे पास तीन विकल्प थे शॉपिंग सेंटर सिटी सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र आप ऊपर की स्लाइड में देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर सिटी सेंटर से दो गुना अधिक दिखाई देता है इसलिए दृश्यता मापदंड है जिसके संबंध में हम युग्मक तुलना कर रहे हैं अगले बयान में शहर का केंद्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में तीन गुना अधिक दिखाई देता है फिर औद्योगिक क्षेत्र खरीदारी केंद्र की तुलना में चार गुना अधिक दिखाई देता है यदि हम पहले दो अभिक्रियाओं को देखते हैं और तीसरे के समान एक प्रासंगिक अभिकथन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ असंगतता है यदि शॉपिंग सेंटर सिटी सेंटर की तुलना में दो गुना अधिक दिखाई देता है और बदले में सिटी सेंटर औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में तीन गुना अधिक दिखाई देता है तो ट्रांज़िटिविटी के नियम से शॉपिंग सेंटर औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में छह गुना अधिक दिखाई देना चाहिए हालांकि अगर हम तीसरे दावे को देखें तो यह कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र खरीदारी केंद्र से चार गुना अधिक दिखाई देता है इसलिए पहले दो सिद्धांतों से निर्धारित होने पर तीसरा दावा असंगत है तो यह है कि हम स्थिरता जांच से क्या मतलब है और विशेष रूप से यदि एक निर्णय समस्या में हम मापदंड के एक बड़े पूल के साथ काम कर रहे हैं तो यह वैकल्पिक विकल्पों का एक बड़ा सेट है ऐसे मामले में इस तरह का परिदृश्य अधिक सामान्य हो सकता है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह स्थिरता है या नहीं अब संगति जाँच के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आमतौर पर निर्णय निर्माताओं को जो एएचपी के मामले में जोड़ीदार तुलना के साथ हमें प्रदान करने वाले हैं उन्हें गहन मानव प्रयास की आवश्यकता होती है जो कभी कभी असंगत हो सकते हैं एक उदाहरण जो मैं आपको इस अवधारणा को समझाने के लिए दे सकता हूं वह है आईपीएल क्रिकेट यह उस टीम के लिए संभव है जो तालिका में सबसे नीचे बैठी टीम के खिलाफ हारने के लिए टेबल के शीर्ष पर बैठी है ताकि असंगतता मानव प्रयासों का हिस्सा है और इसलिए हमें इसके खिलाफ जांच करने की आवश्यकता है अब अगला सवाल यह है कि विसंगति की अनुमति कितनी है क्या हमारे द्वारा निर्मित तुलनात्मक मैट्रिक्स सौ प्रतिशत सुसंगत होने की आवश्यकता है या असंगतता के कुछ निचले स्तर की अनुमति है इसके लिए कुछ चीजें हैं जो सुझाई गई हैं उदाहरण के लिए कुछ स्तरों या असंगतता के कुछ निम्न स्तरों की अनुमति दी गई है विशेष रूप से AHP दस प्रतिशत असंगति की अनुमति देता है अब हम इस निरंतरता की जाँच कैसे करते हैं आमतौर पर अधिकांश सॉफ़्टवेयर जो AHP के लिए उपयोग किए जा सकते हैं वे इसकी अनुमति देते हैं और यह गणना है जो इंगित करता है कि क्या मैट्रिक्स को इसकी उच्च असंगति के कारण पुनर्विचार करने की आवश्यकता है इसलिए यदि किसी विशेष तुलना मैट्रिक्स के लिए संगति अनुपात या कोई अन्य मीट्रिक जो हम स्थिरता जांच के लिए उपयोग कर रहे हैं अनुमत सीमा से अधिक हो तो निश्चित रूप से हमें उस विशेष तुलना मैट्रिक्स पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है अब यह हमें AHP के अगले चरण में लाता है अर्थात संवेदनशीलता विश्लेषण इसलिए जैसा कि हमने बात की है एएचपी विश्लेषण करने या पूरा करने में सक्षम होने के लिए पहले दो चरण अनिवार्य हैं हालांकि तीसरा और चौथा चरण स्थिरता की जांच और संवेदनशीलता विश्लेषण वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित हैं तो हम संवेदनशीलता विश्लेषण में क्या करते हैं यह आमतौर पर परिणामों की मजबूती की जांच करने के लिए किया जाता है अर्थात् चाहे वे इनपुट या अन्य मापदंडों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हों उदाहरण के लिए AHP के विशिष्ट मामले में यदि निर्णय लेने वाले एक छोटी राशि द्वारा जोड़ीवार तुलना के संदर्भ में अपनी व्यक्तिपरक वरीयताओं को बदलना चाहेंगे तो क्या यह अंतिम परिणाम बदलने वाला है जो हमें मिलता है आमतौर पर छोटे परिवर्तन अंतिम परिणामों को बदलने में सक्षम नहीं होना चाहिए अन्यथा मॉडल की उपयोगिता मॉडल की पुनरावृत्ति एएचपी तकनीक की सामान्यता और विधि सवाल के अधीन होगी इसलिए यह संवेदनशीलता विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या किसी विशेष निर्णय समस्या के परिणामों पर भरोसा किया जा सकता है इस अर्थ में कि इनपुट चर या अन्य मापदंडों में कोई भी मिनट या छोटे परिवर्तन अंतिम परिणाम नहीं बदलने चाहिए यदि इनपुट या अन्य मापदंडों में कुछ परिवर्तन परिणामों में परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं कि परिणाम संवेदनशील हैं संवेदनशीलता विश्लेषण का एक और लाभ यह है कि यह विभिन्न परिदृश्यों को उत्पन्न करने की अनुमति देता है क्योंकि संवेदनशीलता विश्लेषण के तहत हम इनपुट मापदंडों में कुछ छोटे बदलाव करने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम मापदंड की तरह अलग अलग इनपुट मापदंडों के आधार पर अलग अलग परिदृश्य बना सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हम मापदंड 1 या मानदंड 2 या मानदंड 3 में छोटे परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन अंतिम परिणामों को कैसे प्रभावित करने वाले हैं इस फैशन में अलग अलग परिदृश्य बनाए जा सकते हैं और हम हमेशा परिणामों की मजबूती के लिए जांच कर सकते हैं अर्थात् क्या परिणाम अभी भी समान हैं शायद अगर हम सिर्फ कुछ मानों को यहां और वहां बदलते हैं चाहे मापदंड या जोड़ीदार तुलना में परिणाम बदल रहे हैं या नहीं विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण किया जा सकता है और जो हमें हमारे परिणामों की विश्वसनीयता को समझने के मामले में बेहतर तस्वीर देता है इसीलिए आमतौर पर संवेदनशीलता विश्लेषण की सिफारिश की जाती है हम आम तौर पर संवेदनशीलता विश्लेषण में क्या करते हैं कि परिणाम पर प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए इनपुट डेटा थोड़ा विविध है उन तकनीकों या मॉडल को देखते हुए जो हम एक विशेष विधि के तहत अपनी गणना में उपयोग कर रहे हैं इस मामले में एएचपी इसलिए यदि हम इनपुट डेटा को संवेदनशीलता विश्लेषण के तहत बदलते हैं तो प्राथमिकताएं कैसे बनाई जा सकती हैं अब हम एक उदाहरण लेंगे और R में एक अभ्यास करेंगे इस अभ्यास में एक छोटी कार का चुनाव लक्ष्य होगा तो यह एक उदाहरण है जिसे हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और हम RStudio में AHP मॉडलिंग करेंगे अब यदि आप RStudio और R वातावरण से परिचित नहीं हैं तो आप R के उपयोग से मेरे पिछले पाठ्यक्रम ing Business Analytics और Data Mining Modeling का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ आप R और RStudio की स्थापना के चरणों के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यान पा सकते हैं आमतौर पर पहले हमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर R के नवीनतम संस्करण को स्थापित करना होगा इसलिए यदि आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो शायद आप R के 64 बिट संस्करण को स्थापित करना चाहते हैं और एक बार आपने R स्थापित कर लिया है तो आप RStudio बाइनरी या सेटअप फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से ऑपरेटिंग पर निर्भर करता है सिस्टम और इसे स्थापित करें तो पहले R को स्थापित करना है और फिर RStudio को स्थापित करना है यदि आप अधिक विस्तृत कदम चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से मेरे पिछले पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को स्थापित करने के लिए उन निर्देशों का पालन कर सकते हैं इस विशेष व्याख्यान में हम जो उदाहरण लेने जा रहे हैं वह एक छोटी कार की पसंद है RStudio खोलें वीडियो प्रारंभ 1552 यहाँ इस फाइल को खोलें s ahpR यदि आप RStudio पर्यावरण से परिचित नहीं हैं तो फिर से आप मेरे पिछले पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ मैंने RStudio पर्यावरण और इसके विभिन्न पैनलों के बारे में बात की है संक्षेप में मैं आपको इन विभिन्न पैनलों की भूमिका बताऊंगा जिन्हें आप इस इंटरफ़ेस में देख सकते हैं तो यह RStudio का एक विशिष्ट इंटरफ़ेस है जिसे आप अभी देख रहे हैं इस इंटरफ़ेस में शीर्ष बाएँ पैनल R कोड या R स्क्रिप्ट के लिए है आमतौर पर R एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो सांख्यिकीय और डेटा खनन के लिए और निर्णय लेने की समस्याओं के लिए भी लिखी जाती है तो इस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वास्तव में आपके स्वयं के कोड को लिखने अपने मॉडल का निर्माण करने अपने मॉडल का परीक्षण करने और वह सब कुछ करने के लिए किया जा सकता है जिसकी आवश्यकता है तो यह कोड आमतौर पर इस विशेष शीर्ष बाएं पैनल में लिखा गया है और आप देख सकते हैं कि R स्क्रिप्ट यहां लिखी गई है इसलिए यदि आप एक नई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप फाइल में जा सकते हैं और जब आप फाइल पर जाते हैं तो आप एक नई फाइल R स्क्रिप्ट देख सकते हैं इसलिए यदि आप यहां क्लिक करते हैं तो एक नई फ़ाइल को इस तरह खोला जाएगा और आप निश्चित रूप से उस फ़ाइल का नाम बदल सकते हैं और अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं इस अभ्यास के लिए मैंने पहले ही वह कोड लिख दिया है जो हमारी निर्णय समस्या के लिए आवश्यक है दूसरा पैनल जिसे आप इस इंटरफ़ेस के निचले बाएँ कोने में देखते हैं कंसोल कहलाता है इसलिए किसी भी विशेष R कोड जिसे मैं यहां निष्पादित करता हूं परिणाम और पूरी निष्पादन प्रक्रिया वास्तव में इस कंसोल में प्रदर्शित की जाएगी यदि मैं कोड की पहली पंक्ति लेता हूं अर्थात मैं अपने कर्सर को ऊपरी बाएं पैनल या स्क्रिप्टिंग पैनल में ले जाता हूं और मैं पहली पंक्ति का चयन करता हूं जिसे मैं निष्पादित करना चाहता हूं और रन बटन पर क्लिक करता हूं तो कंसोल पैनल में यह विशेष रूप से लाइन ऑफ कोड निष्पादित किया जाएगा और परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे तो यह कंसोल पैनल है जहां किसी भी कोड को निष्पादित किया जाता है और उस पैनल में उस निष्पादन के परिणाम प्रदर्शित होते हैं तब हमारे पास इंटरफ़ेस के शीर्ष दाएं हिस्से में तीसरा पैनल है और इसमें आमतौर पर पर्यावरण इतिहास और कनेक्शन जैसे कई उप टैब होते हैं हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण एक पर्यावरण है जो कि डिफ़ॉल्ट टैब है जो इस पैनल में खोला जाएगा और इस टैब के तहत आपको वे चर दिखाई देंगे जो हमारे कोड के निष्पादन के बाद बनने वाले हैं इसलिए वे चर बनाने जा रहे हैं और इस पर्यावरण अनुभाग में यहां प्रदर्शित किए जाएंगे किसी भी समय हम यह देख पाएंगे कि अब तक सभी चर क्या बनाए गए हैं और उन चर के मूल्य और उन चर के बारे में वर्णनात्मक विवरण जैसे कुछ संक्षिप्त विवरण भी देखे जा सकते हैं फिर इस इंटरफ़ेस में अन्य उप टैब हैं यह उप टैब इतिहास है इसमें पिछली आज्ञाओं का इतिहास रहने वाला है किसी भी समय यदि आप फिर से एक विशेष कमांड चलाना चाहते हैं तो आप इस इतिहास टैब का उपयोग कर सकते हैं तो इस विशेष पैनल में ये दो महत्वपूर्ण टैब हैं अब इस इंटरफ़ेस का अंतिम पैनल निचला दायाँ पैनल है और यहाँ भी आपको कुछ टैब मिलेंगे पहला टैब 'फ़ाइलों का टैब है जो संख्या दिखाता है विभिन्न फ़ाइल नाम जो वर्तमान निर्देशिका में हैं जो स्टैडियो द्वारा खोले गए हैं तब एक और महत्वपूर्ण टैब होता है जिसे ots प्लॉट्स 'के नाम से जाना जाता है इसलिए यदि मैं अपने कोड में कोई भी ग्राफ़ बनाता हूं तो वह विशेष ग्राफ़ इस विशेष टैब में प्रदर्शित होने वाला है फिर हमारे पास तीसरा टैब है जो tab संकुल है फिर हमारे पास सहायता अनुभाग है जो इस इंटरफ़ेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी अन्य प्रोग्रामिंग वातावरण की तरह आप एक फ़ंक्शन के मैनुअल पेज देख सकते हैं जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं इसलिए इस सहायता अनुभाग में आप खोज बॉक्स में एक फ़ंक्शन का नाम टाइप कर सकते हैं और उस फ़ंक्शन के लिए संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी इसलिए हम फ़ंक्शन का विवरण देख पाएंगे कि उन तर्कों को क्या पारित किया जाना आवश्यक है और उस विशेष फ़ंक्शन के लिए कुछ उदाहरण भी यह विभिन्न कार्यों के लिए एक मैनुअल की तरह है जिसका उपयोग R वातावरण में किया जा सकता है अब हमारे R स्क्रिप्ट कोड पर वापस आते हैं इसलिए हम हमेशा शीर्ष बाएं पैनल से शुरू करेंगे जहां हमने अपनी R स्क्रिप्ट लिखी है तो अब चलिए इस R स्क्रिप्ट के माध्यम से जो मैंने इस विशेष अभ्यास के लिए लिखी है यह विशेष रूप से R स्क्रिप्ट MCDA पैकेज के उपयोग से लिखी गई है जो उपलब्ध है यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि जो पैकेज हम उपयोग करने जा रहे हैं वे स्थापित हैं या नहीं इसलिए पहले हम जांच करेंगे कि आवश्यक पैकेज स्थापित हैं या नहीं तो सीधे हम इंस्टॉलेशन फ़ंक्शन चलाएंगे हम स्थापना फ़ंक्शन का उपयोग करेंगे और यदि पैकेज स्थापित नहीं है तो इसे स्थापित किया जाएगा इसलिए इससे पहले कि हम अपनी R स्क्रिप्ट निष्पादित करने में आगे बढ़ें हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई विशेष पैकेज स्थापित है या नहीं उदाहरण के लिए एमसीडीए पैकेज जिसे हम इस अभ्यास में उपयोग करने जा रहे हैं तो यह फ़ंक्शन का नाम है 'installpackages'और फिर दोहरे उद्धरण चिह्नों के भीतर हम पैकेज का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं जो इस मामले में MCDA है अब हम सिर्फ एंट्री मारेंगे और यह पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो यह है कि आप RStudio वातावरण में पैकेज कैसे स्थापित करते हैं इसलिए हमने अभी एमसीडीए पैकेज के साथ एक उदाहरण देखा इसी तरह मैं दूसरे पैकेज के साथ एक और उदाहरण की कोशिश करूंगा जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे एक बार जब आप किसी फ़ंक्शन का नाम लिखना शुरू करते हैं तो पहले से ही RStudio इंटरफ़ेस में इनबिल्ट किए गए सुझावों को प्रदर्शित किया जाएगा इसलिए हमें केवल क्लिक करने की आवश्यकता है कोष्ठक पर जाएं और पैकेज के दोहरे उद्धरण और नाम का उपयोग करें इसके अलावा चूंकि संकुल का नाम केस संवेदी है इसलिए उन्हें ठीक उसी तरह दर्ज किया जाना चाहिए जैसा कि वे sectionHELPअनुभाग में प्रदर्शित होते हैं इसलिए पैकेज को स्थापित करते समय आपको इसके सटीक नाम के बारे में पता होना चाहिए फिर से मैं एंट्री मारूंगा और आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है अब आप देख सकते हैं कि एएचपी पैकेज स्थापित किया जा रहा है MCDA और AHP दोनों दो महत्वपूर्ण पैकेज हैं जिनका हम इस कोर्स में उपयोग करने जा रहे हैं इसके अलावा MCDA में कार्यक्षमता AHP तकनीक के लिए एक विशिष्ट कार्य है इसलिए हम AHP पैकेज के साथ साथ उसका उपयोग भी करेंगे अब हम देखेंगे कि इन दो पैकेजों के बीच क्या अंतर हैं और हमारी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर हम हमेशा चुन सकते हैं कि किस पैकेज का उपयोग करें तो इसे स्थापित करने दें और फिर हम R स्क्रिप्ट का निष्पादन शुरू करेंगे और हमारी निर्णय समस्या को हल करेंगे इस बीच जब यह स्थापना होती है तो आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में लक्ष्य एक छोटी कार का विकल्प है मेरे पास इस उदाहरण में तीन मानदंड हैं शैली विश्वसनीयता और ईंधन और चार विकल्प तो विकल्प छोटी कारें हैं कोर्सा क्लियो फिएस्टा सैंडेरो ये चार विकल्प हैं जो हमारे पास हैं इसलिए हमारे पास तीन मानदंड और लक्ष्य हैं इसलिए तीन स्तर होंगे जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी फिर हमें इन मानदंडों की तुलना करने के संदर्भ में निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए वे किन मानदंडों को अधिक महत्व देना चाहेंगे इसलिए मानदंडों के महत्व को जोड़ीदार तुलना में प्रतिबिंबित किया जाना है हम पहले से ही उस पैमाने के बारे में बात कर चुके हैं जो हम आमतौर पर एएचपी में उपयोग करते हैं जो 1 से 9 मौलिक पैमाने पर है यहां हम हमेशा यह व्यक्त कर सकते हैं कि क्या विशेष मानदंड 'ए' मानदंड या वैकल्पिक 'बी 'की तुलना में अधिक बेहतर है या यह रिवर्स हो सकता है मान आम तौर पर 1 2 3 या 4 बार या 12 13 14 जैसे होने जा रहे हैं जिसका अर्थ है कि रिवर्स का मतलब है मानदंड बी अधिक बेहतर है आमतौर पर जैसा कि हमने बात की है वे अपनी मौखिक प्रतिक्रिया देंगे और हम उन्हें संख्यात्मक पैमानों में परिवर्तित करेंगे इसलिए इस विशेष अभ्यास में हम काल्पनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक तुलना मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं R स्क्रिप्ट में कोड की पहली पंक्ति पर नजर डालते हैं आप यहां शैली देख सकते हैं इसलिए शैली पहला मापदंड है जिसका उल्लेख हमने यहां किया है अन्य मानदंडों में विश्वसनीयता और ईंधन शामिल हैं सबसे पहले हम criter स्टाइल 'की कसौटी के लिए विकल्पों की जोड़ीवार तुलनाओं को देखेंगे शैली की कसौटी के संबंध में विकल्पों की तुलना कैसे की गई है जिसका उल्लेख यहां किया गया है आप देख सकते हैं कि इस तुलना मैट्रिक्स को बनाने के लिए फ़ंक्शन मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है चूंकि चार पंक्तियों की संख्या और चार स्तंभों की संख्या है इसलिए यह चार मैट्रिक्स द्वारा चार है इसलिए हमें सोलह प्रविष्टियों को इनपुट करने की आवश्यकता है आप देख सकते हैं कि सोलह मानों का उपयोग यहां किया गया है 1 025 4 और 16 और इसी तरह इसलिए एक बार इस मैट्रिक्स पर विचार करने के बाद हम हमेशा कॉलम और पंक्तियों को नाम दे सकते हैं स्तंभ और पंक्तियों के लिए उपयुक्त नाम दिए गए हैं क्योंकि हम अभी विकल्पों की तुलना कर रहे हैं इसलिए पंक्तियों के नाम के साथ साथ कॉलम में विकल्पों का नाम होगा तो ये प्रविष्टियाँ हैं जो हमें तुलना मैट्रिक्स बनाने के लिए देने की आवश्यकता है इसलिए हम अगले व्याख्यान में इस विशेष कोड के निष्पादन के साथ शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस विशेष उदाहरण के लिए RStudio वातावरण में AHP मॉडलिंग को कैसे लागू किया जा सकता है धन्यवाद